छात्रों का स्वागत हैं तो चलिए अगले स्तर पर चलते हैं यहाँ दी गई कुल 5 समस्याओं में से समस्या या प्रश्न संख्या 5 जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि समस्या 3 और 4 आप स्वयं करने का प्रयास करें और कोशिश करें मेल के माध्यम से मेरे साथ संपर्क में रहें या इस चर्चा मंच के माध्यम से जब तक यह पाठ्यक्रम चलेगा समस्या में जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि 3 स्टेटमेंट या कथन हमें तैयार करने होंगे एक है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आकलन इस कंपनी ड्वेल मैक्स की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन और लाभ और हानि खाता अनुमानित लाभ और हानि खाता और फिर पूर्वानुमानित बैलेंस शीट बनाना तो अब हम पहले भाग पर चलते हैं इस कंपनी के लिए कार्यशील पूंजी विवरण की तैयारी करते हैं तो यह कैश लागत के आधार पर नहीं है या ऐसा कुछ यह सामान्य कथन है और यहां हमें पहले मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर का आकलन करना होगा फिर वर्तमान देनदारियों का स्तर और फिर शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं लाभ और हानि खाते और फिर बैलेंस शीट तैयार करनी होगी इसलिए हम अब कार्यशील पूंजी का विवरण तैयार करेंगे तो यह कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का विवरण है कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का विवरण है और जैसा कि हम पिछली 2 समस्याओं में कर रहे हैं पहली बात यह है कि वर्तमान संपत्ति है वर्तमान परिसंपत्तियों का आकलन या कहें कि अनुमान वर्तमान परिसंपत्तियों का आकलन और वर्तमान परिसंपत्तियों का आकलन करते समय आपको यहां पहली वर्तमान संपत्ति देखनी होगी जो हमारे पास होने वाली है कच्चा माल पहली वर्तमान संपत्ति कच्चा माल है और यह कच्चा माल कितना है यह समस्या में दी गई है कि कुल उत्पादन कितना होने जा रहा है जो कि हमें यहां पता लगाना होगा इस अवधि में कंपनी का कुल उत्पादन होने वाला है वर्ष के दौरान उत्पादन बिंदु संख्या 4 2017 के दौरान उत्पादन 60000 इकाइयाँ थीं और 1 इकाई के विक्रय मूल्य की कीमत 5 रु है रु 5 तो इसका मतलब है कि कुल 3 लाख रुपये है कुल उत्पादन जो हमने किया है वह 3 लाख रुपये के लिए है और इस 3 लाख में से कच्चे माल का प्रतिशत 60 है श्रम 10 है ओवरहेड्स 20 हैं तो यह 60 70 और 80 या 90 के बराबर है यह 60 70 और 90 है 90 लागत है 3 लाख में से 90 यानी 270000 लागत है और शेष 30000 लाभ है इसलिए हमें अनुपात दिया जाता है इसलिए हमें यहां बिक्री के 3 लाख रुपये में से यह पता लगाना होगा कि हमें यह देखना होगा कि सामग्री की लागत क्या है हम जानते हैं कि 3 लाख का 60 जो है 180000 है इसलिए हम यहां देखेंगे कच्चे माल की लागत कितनी है यह कुछ ऐसा है जैसा कि यह कहना है कि यह 180000 है यह कुल लागत है पूरे वर्ष के लिए लागत और कच्चे माल के रूप में यह कितने समय तक रहता है यह हमें दिया जाता है कि कच्चे माल को उत्पादन के लिए जारी किए जाने से 2 महीने पहले औसतन स्टोर पर बने रहने की उम्मीद है तो इसका मतलब है 2 महीने की अवधि के लिए यह स्टोर में शेष है तो इसका मतलब है 180 गुणा 212 तो यह कितना है यह रुपए के रूप में आता है बता दें कि कुल राशि 30000 होने जा रही है इतना कच्चा माल निवेश कितना 30000 रुपये का है जो हम यहां बनाने जा रहे हैं हम यहां जो निवेश करने जा रहे हैं वह 30000 रुपये का है फिर हम अगले चरण में जाएंगे जो प्रगति में काम के चरण में करते हैं और इसके लिए हमें पहले प्रगति में काम की मात्रा की गणना करनी होगी मैंने यहां कार्य की मात्रा की प्रगति की गणना की है जो कुछ कहता है कुल राशि की तरह जो हम यहां प्रगति में काम में निवेश करने जा रहे हैं कि हमें यह देखना है कि यहां कितना समय लिखा है यह हमें दिया जाता है कि कच्चे माल को औसतन 2 महीने तक स्टोर में रहने की उम्मीद है और उत्पादन की प्रत्येक इकाई 1 महीने के लिए प्रक्रिया में रहने की उम्मीद है इसलिए हमें यह देखना होगा कि प्रत्येक इकाई 1 महीने के लिए प्रक्रिया में है इसलिए हमें अब डब्ल्यूआईपी WIP लागत की गणना करनी होगी इसलिए यदि आप डब्ल्यूआईपी WIP कार्य को प्रक्रिया में देखते हैं तो हमने इसकी गणना 18750 के रूप में की है यह निवेश प्रक्रिया के चरण में है हमने यहां जो निवेश किया है वह यह है कि 18000 रुपये सीधे हमारे द्वारा गणना की गई है यह है कि यह निवेश जो हमने यहां गणना की है वह 30000 है जो कच्चे माल में है हमारे द्वारा गणना की गई प्रक्रिया में रु 18750 इस 18750 पर कैसे काम किया गया है आप यह देख सकते हैं कि हमें आपके विनिर्माण खर्च का 50 हिस्सा लेना है तो इसका मतलब है कि हमें यहां गणना करें और फिर मैं उदाहरण के लिए इसे डब्ल्यूआईपी WIP से मिटा दूंगा डब्ल्यूआईपी WIP की गणना के लिए हमें कच्चे माल और चरणों को 1 महीने लेना होगा तो इसका मतलब है कि कच्चा माल कुल कच्चा माल है हमें यहां कितना माल लेना है कुल सामग्री लागत 180000 है और 1 महीने की अवधि के लिए लागत 15000 के रूप में काम करती है तो यह कच्चे माल की लागत है फिर हमारे पास अगला शीर्ष है जिसे हमें जोड़ना है यहां मजदूरी है मजदूरी कितनी है कुल वेतन 30000 हैं और यह प्रक्रिया में बना हुआ है हमें इसका आधा हिस्सा लेना होगा क्योंकि डब्ल्यूआईपीWIP चरण में हम आधा लेते हैं इसलिए हम इसे 15000 के रूप में लेने जा रहे हैं कुल हम इसे 15000 के रूप में लेने जा रहे हैं और 15000 इस स्टोर में बने रहने वाले हैं इसलिए यदि आप इस कुल राशि को गुणा करते हैं तो यह 12 से विभाजित होकर काम करता है यानी 1250 और तीसरा ओवरहेड्स है ओवरहेड कितने होने जा रहे हैं ओवरहेड लागत 60000 होने जा रही है और अवधि 12 है तो इसको 12 से विभाजित किया जाता है और यह 5000 निकलता है तो यह 5000 है हमने 5000 लिया है हमें इसका आधा हिस्सा लेना है यह 2500 है इसी तरह आप इसे 12 से विभाजित के रूप में ले सकते हैं इस मामले में आप इस घटक को भी ले सकते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कि इसे 12 से विभाजित किया गया है इसलिए यह कितना होगा ऐसा लगेगा कि यह कहीं 2500 होगा और हमें इसका आधा भाग लेना है इसलिए यह 1250 है इसलिए आपको जो लेना है वह यह है 1 यह 2 है और यह 3 है तो ये 3 लागत हैं तो यह कितना काम करता है 16250 और यह 18750 है इसलिए यह 18750 के रूप में काम करता है डब्ल्यूआईपी WIP लागत इस तरह हमने डब्ल्यूआईपी WIP लागत की गणना की है तो इसका मतलब है कि हमें यह राशि लेनी होगी कि यहां प्रक्रिया में निवेश 18750 है अब हम अगले चरण के लिए जाते हैं जो तैयार माल में निवेश है तो तैयार माल तैयार माल में निवेश की गणना के लिए और तैयार माल के चरण के लिए हम यहां कितना निवेश करने जा रहे हैं कुल लागत कितनी थी तैयार माल हम इसे लागत मूल्य पर ले गए हैं इसलिए हमने देखा है कि कुल बिक्री 3 लाख रुपये 300000 कुल बिक्री और 90 उत्पादन लागत की है तो तैयार माल को 3 लाख के 90 के रूप में लिया जाएगा जो कितना काम करेगा वह 270000 है यह 270000 है और कुछ हमें यहां गणना करना होगा तो यह गणना करने के लिए कि तैयार माल कितने समय के लिए तैयार माल के रूप में रहता है हमें यह देखना होगा और तैयार माल यहाँ हैं इसका अनुपात क्या है तैयार माल गोदाम में लगभग 3 महीने तक रहेगा तैयार माल गोदाम में 3 महीने की अवधि के लिए रहेगा ताकि आप इसे 312 से गुणा कर सकें तो यह 14 होगा तो यह कितना होगा यदि आप तैयार माल में निवेश देखते हैं तो यह 67500 रुपये के रूप में काम करेगा जो आपको तैयार माल में करना है चौथा अब विविध ऋणी हैं इसलिए यहां पर विविध ऋणी दिए गए क्योंकि लेनदारों ने 2 महीने के लिए ऋण की अनुमति दी और विविध ऋणी को ऋण की अनुमति प्रेषण की तारीख से 3 महीने है इसका मतलब है कि 3 महीने हम देनदारों को क्रेडिट अवधि दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऋणी ऋणी चरण विविध ऋणी चरण फिर से 270 है निवेश के हिस्से की गणना करते समय हम यहां विविध ऋणी ले जाएंगे तो यह कितना होगा फिर से 312 तो यह एक ही राशि 67500 के रूप में काम करेगा 67500 अंतिम राशि है यहां हम गणना कर रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि ये कुल 4 वर्तमान संपत्ति हैं जो हम बनाने जा रहे हैं ये फर्म की आवश्यकता है कच्चे माल की आवश्यकता 30000 है डब्ल्यूआईपी WIP की आवश्यकता 18750 बताई गई है तैयार माल की आवश्यकता निवेश की आवश्यकता 67500 है और विविध देनदार निवेश की आवश्यकता 67500 है तो यह कुल वर्तमान संपत्ति है कुल वर्तमान संपत्ति कुल आवश्यकता है जो कितना है यदि आप इस राशि की गणना करते हैं तो यह 183750 रुपये के रूप में काम करेगा वर्तमान संपत्ति 183750 रुपये मूल्य की निर्माण किए जानी है अब हम वर्तमान देनदारियों वर्तमान देनदारियों का अनुमान लगाते हैं हमें वर्तमान देनदारियों की गणना करनी होगी वर्तमान देनदारियों का कुल स्तर वर्तमान देनदारियों से कितनी राशि उपलब्ध होगी इसलिए हमें कुल वर्तमान देनदारियों को उठाना होगा कुल वर्तमान देनदारियों का अनुमान कितना होगा इस प्रकार अब अगली बात हम यहां करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुल वर्तमान संपत्ति में से कुल वर्तमान देनदारियाँ जो हम ले रहे हैं उन्हें होगा घटाना होगा इसलिए इस तरह का अनुमान लगाना बेहतर है वर्तमान देनदारियों का अनुमान वर्तमान देनदारियों का अनुमान कितना होने जा रहा है यहां यह लिखा है कि यदि आप समस्या को देखते हैं तो लेनदार कच्चे माल की डिलीवरी की तारीख से 2 महीने की अवधि के लिए क्रेडिट की अनुमति देते हैं तो इसका मतलब होता है विविध लेनदार सबसे पहले यह विविध लेनदारों है विविध लेनदारों वे कितना क्रेडिट प्रदान करेंगे वे 3 महीने की अवधि के लिए प्रदान करेंगे तो इसका मतलब है कि हम जो कच्चे माल की कुल खरीद कर रहे हैं 18000 और क्रेडिट 3 महीने की अवधि के लिए उपलब्ध है अवधि जिसके लिए वे 2 महीने या 3 महीने से कम अवधि के लिए धन की आवश्यकता नहीं होगी आइए हम जाँच करें लेनदारों ने क्रेडिट की अनुमति दी लेनदारों ने 2 महीने के लिए क्रेडिट की अनुमति दी 3 महीने नहीं बल्कि 2 महीने तो 2 महीने 212 है तो यह राशि रु 30000 है तो इसका मतलब है कि यह इतनी धनराशि वर्तमान देनदारियों से उपलब्ध होगी जो कि विविध लेनदार हैं और कोई अन्य नहीं कह सकता कि इस मामले में अन्य क्रेडिट हमारे पास उपलब्ध है यदि आप कच्चे माल को देखते हैं तो प्रत्येक उत्पादन तैयार माल लेनदारों कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है केवल उपलब्ध क्रेडिट विविध लेनदारों से है और यह रुपये का 30000 रुपये है तो इसका मतलब है कि अब आप देख सकते हैं कि शुद्ध कार्यशील पूंजी NWC क्या है हम शुद्ध कार्यशील पूंजी देखेंगे और यह 153750 है यह फर्म की शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है जो यह गणना करने के लिए बहुत सरल है कि ये 4 वर्तमान परिसंपत्तियां हैं जिनका निर्माण आवश्यक है कुल निवेश आवश्यकताएं 183750 हैं और फिर हम वर्तमान देनदारियों को देखते हैं तो यह बहुत सारे फंड सहज वित्त से उपलब्ध होने जा रहे हैं जो कि मौजूदा देनदारियों वर्तमान देनदारियों 30000 हैं इसका मतलब है कि कम से कम इस कच्चे माल के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है यह कच्चा माल हम क्रेडिट पर प्राप्त करने जा रहे हैं वही कच्चे माल की मात्रा है तो कच्चे माल के बारे में हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि यह निवेश कहां से आएगा हमें चिंता करनी होगी इस 18750 के निवेश के बारे में 67500 और फिर से 67500 शेष 3 प्रमुखों में से एक शीर्ष है जो हम विविध लेनदारों से लेने जा रहे हैं और यह निवेश सहज वित्त से हो रहा है तो इस कंपनी की कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता 153750 सही स्पष्ट सरल अच्छी है इसलिए अब हम अगली आवश्यकता की ओर बढ़ेंगे और यह अगली आवश्यकता लाभ और हानि खाते की तैयारी थी तो हम अब लाभ और हानि खाते लाभ और हानि खाते को तैयार करेंगे मैं मानता हूं कि आप वित्तीय लेखांकन जानते हैं और आप लाभ और हानि खाते के प्रारूप को जानते हैं जो कुछ इस प्रकार है यह लाभ और हानि खाते का T रूप है और इसमें हम यहां लाभ और हानि खाता तैयार करेंगे यह डेबिट पक्ष है यह क्रेडिट पक्ष है और यहां हम विवरण लिखते हैं यहाँ यह राशि है यह डेबिट पक्ष है यहाँ यह विशेष है यहां यह राशि है और यह क्रेडिट पक्ष दाईं ओर दो तरफ है पहले हम तैयार करते हैं ऊपरी भाग को ट्रेडिंग खाते के रूप में कहा जाता है निचले हिस्से को लाभ और हानि खाते के रूप में कहा जाता है तो चलिए अब हम उस ट्रेडिंग खाते को तैयार करते हैं जिसे हम केवल 3 प्रत्यक्ष व्यय में लेते हैं यह भौतिक श्रम और अन्य अतिदेय है और फिर हम बिक्री को क्रेडिट पक्ष पर ले जाते हैं और बिक्री और इन 3 खर्चों के बीच के अंतर को सकल लाभ के रूप में कहा जाता है तो पहले दो 3 आइटम के साथ शुरू करते हैं कच्चा माल क्या है कच्चे माल को कच्चे माल के लिए कच्चे माल की लागत कितनी है कच्चे माल की लागत 180000 है मजदूरी करना मजदूरी के आधार पर कितना आवश्यक है मजदूरी की आवश्यकता है या श्रम की आवश्यकता कितनी है सही है यह 30000 है फिर हमारे पास ओवरहेड्स के लिए खर्च करने के अन्य प्रमुख हैं ओवरहेड कितने हैं यदि आप ओवरहेड्स को देखते हैं तो वे 60000 है सही हैं फिर हम यहां बिक्री द्वारा बिक्री के रूप में ले जाते हैं बिक्री राशि कितनी है यह 300000 लाख है और कुछ नहीं तो यह कुल आय है जो हमारे पास होने वाली है यह प्रत्यक्ष आय 3 लाख बिक्री है और यह 3 लाख बिक्री है यह अंतर सकल लाभ है अब सकल लाभ कितना है हम इसे सकल लाभ कहते हैं तो यहाँ सकल लाभ कितना है यदि आप यहाँ सकल लाभ की गणना करते हैं तो यह 30000 के रूप में आता है यह 30000 3 लाख है तो यह 180 है फिर 210 270 270000 की लागत है 3 लाख या 300000 आय है बिक्री से तो अंतर सकल लाभ है जिसे सकल लाभ 30000 रु कहा जाता है अब यहाँ हम इसे सकल लाभ के रूप में लेते हैं यह 30000 यहाँ आएगा और अब अप्रत्यक्ष खर्च क्या है यहां हमें अब अप्रत्यक्ष खर्च उठाना होगा और यदि आप समस्या को देखते हैं तो अप्रत्यक्ष खर्च मुझे लगता है कि केवल एक ही है 5 डिबेंचर जो बांड हैं और यह राशि रु 50000 है तो 5 का मतलब है कि यह ब्याज की दर है तो आपको अब 5 डिबेंचर की गणना करनी होगी ब्याज की दर 5 है तो 50000 का 5 कितना होगा डिबेंचर पर ब्याज 2500 है सही है तो कोई अन्य आय नहीं है आय का स्रोत इसका मतलब यह पक्ष 30000 बंद है यह फिर से 30000 है और खाता संतुलित है तो यह शुद्ध लाभ है जो 27500 है तो यह लाभ और हानि खाता है हमने बिक्री मूल्य की गणना करके तैयार किया है कच्चे माल की लागत मजदूरी लागत ओवरहेड लागत मजदूरी या श्रम लागत ओवरहेड लागत की गणना करके फिर हमने हिसाब लगाया पहले सकल लाभ GP और फिर हमें डिबेंचर दिए जाते हैं हमने उस पर ब्याज की गणना की है तो इसका मतलब है कि हमने कुल लाभ में से जो लाभ कमाया है उसकी गणना सकल लाभ के 30000 के विरुद्ध है यह 2500 है और इसका मतलब है कि हमने यहां जो शुद्ध लाभ की गणना की है वह 27500 है तो यह दूसरी आवश्यकता है जिसे हमने पूरा किया है अब अगली तीसरी आवश्यकता पर जाएं और वह है बैलेंस शीट आइए हम इस कंपनी के लिए बैलेंस शीट तैयार करें समान प्रारूप टी प्रारूप इसलिए इस प्रारूप को हम बैलेंस शीट कहेंगे यह है कि हम अब बैलेंस शीट को बनाने जा रहे हैं यह इस ड्वेल मैक्स कंपनी की अगली बैलेंस शीट है इसलिए बैलेंस शीट हमें यहां लेनी होगी यह देनदारी और पूंजी और पूंजी है यहाँ यह संपत्ति है और यह यहाँ राशि है यह यहां की राशि है कोई डेबिट नहीं कोई क्रेडिट नहीं नहीं खरीदने के लिए नहीं सीधे हमारे पास सभी संपत्तियां देनदारियां और पूंजी हैं और दोनों पक्षों को संतुलित करना है चलिए हम देनदारियों और पूंजी पक्ष के साथ शुरू करते हैं तो यहां आपको जो पूंजी दी गई है वह जारी की गई है और भुगतान की गई पूंजी 200000 है सही है तो हम यहाँ शेयर कैपिटल के रूप में लेंगे शेयर कैपिटल यह राशि कितनी है हम सीधे बाहरी कॉलम पर ले जा सकते हैं अगर आप बाहरी पर ले जाते हैं इस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट की इस राशि को हम बाहरी कॉलम पर ले जा सकते हैं तो यह 2 लाख रु 200000 राइट शेयर पूंजी है फिर हम शुद्ध लाभ लेते हैं शुद्ध लाभ जो हमने अभी लाभ और हानि खाते में अर्जित किया है जिसकी हमने गणना की है वह राशि कितनी थी 27500 मैं यहां केवल कॉलम को चौड़ा करूंगा ताकि आप यहां कॉलम को चौड़ा कर सकें इसलिए यदि आप इस कॉलम को लेते हैं तो यह आपके लिए बड़ा कॉलम होगा इसलिए यह अब मैं बैलेंस शीट बनने जा रहा है हमारे पास 2 लाख हैं तो इसका मतलब है कि शेयर पूंजी 2 लाख है शुद्ध लाभ 27500 है फिर हमारे पास अगली बात डिबेंचर है डिबेंचर कितने 50000 का है ये वे डिबेंचर हैं जिन्हें हमने 50000 में लिया है और कुछ भी हाँ विविध लेनदारों अब हम इस पूंजी और दीर्घकालिक देनदारियों के बाद हम वर्तमान देनदारियों को लेनदारों को लेने जा रहे हैं हमने विविध लेनदारों की गणना की है और विविध लेनदारों का स्तर कुछ इस प्रकार है हमें विविध लेनदारों का स्तर लेना होगा तो इस मामले में लेनदारों की राशि कितनी है हमने विविध लेनदारों की राशि की गणना 30000 के रूप में की है आपूर्तिकर्ता क्रेडिट 30000 हमने कार्यशील पूंजी विवरण से गणना की है तो यह आंकड़ा है इसलिए हमने 2 लाख शेयर पूंजी के रूप में लिया है लाभ के रूप में 27500 शुद्ध लाभ फिर हमने डिबेंचर लिया है जैसा कि हमें दिया गया है तब हमने 30000 लेनदारों की गणना की है फिर देखें कि क्या कुछ है और कोई वस्तु वहां है या नहीं लेकिन पहले हमें परिसंपत्ति पक्ष में जाना होगा यदि आप परिसंपत्ति पक्ष में जाते हैं तो हम पहले अचल संपत्तियां लेंगे हम अचल संपत्तियां लेते हैं और हमें यहां अचल संपत्तियां दी जाती हैं हमें कितनी अचल संपत्तियां दी गई हैं हमें दी गई अचल संपत्ति जैसे कि 125000 हैं 125000 रुपये की अचल संपत्ति हमें दी गई है अन्य वर्तमान संपत्ति हैं इसलिए वर्तमान परिसंपत्तियां ऐसी हैं जैसे हम कहते हैं कि वर्तमान संपत्तियां हैं हमने कार्यशील पूंजी स्टेटमेंट से गणना की है कि वर्तमान संपत्ति कितनी है पहला कच्चा माल है कच्चे माल का आंकड़ा जो हम पहले ही गणना कर चुके हैं वह 30000 है फिर हमारे पास अन्य वर्तमान संपत्ति तैयार माल है तैयार माल यानी 67500 फिर हमें खेद है कि हमारे पास प्रक्रिया में भी काम है तो प्रक्रिया में काम पहले आना चाहिए तो प्रक्रिया में काम पहले समाप्त माल से पहले आना चाहिए हमें काम को प्रक्रिया में लेना होगा इसलिए हम यहां प्रक्रिया में काम करेंगे तो काम की प्रक्रिया WIP कितना है 18750 हम पहले ही गणना कर चुके हैं यह प्रक्रिया में काम WIP है और फिर तैयार माल है तैयार माल हमने यहां गणना की थी 67500 तैयार माल 67500 हैं और अंतिम वर्तमान संपत्ति विविध ऋणी हैं विविध लेनदारों की तरह हमारे पास विविध ऋणी हैं तो इसका मतलब है कि विविध ऋणी यहाँ विविध ऋणी हैं जो हमारे पास हैं विविध ऋणी का स्तर कितना है यदि आप विविध देनदार की गणना करते हैं तो कुल देनदार की राशि हमारे पास है जो कि 67500 है या इसे कुछ और होना है यह 75000 है 67500 या 75000 रु हमें यहां 75000 लेने होंगे मैं आपको केवल यह बताऊंगा कि हमने यहां 75000 क्यों लिए हैं और मुझे लगता है कि कोई अन्य संपत्ति उपलब्ध नहीं है इसलिए यदि आप इसे लेते हैं और कुल मिलाकर यह पक्ष मुझे लगता है कि इस पक्ष से बड़ा है आइए हम इस पक्ष को पूरा करते हैं इसलिए यह आता है 316250 यह कुल संपत्ति पक्ष है और अगर आप इस तरफ देखते हैं कि कितना 200000 है 27000 227000 तो 277000 यह पक्ष इस पक्ष से छोटा है तो इसका मतलब है कि हम इस शेष राशि को 316250 में डाल दें आउट बैलेंस शीट यह पक्ष है लेकिन अब यह पक्ष छोटा है इसलिए यदि परिसंपत्ति पक्ष वर्तमान के देयता पक्ष से अधिक है तो लाभ और हानि खाते के रूप में क्या संतुलन कहा जाता है नफा और नुक्सान खाता यह लाभ और हानि खाता है वर्तमान देनदारियों की तुलना में यह वर्तमान परिसंपत्ति से अधिक है और यह राशि 8750 के रूप में सामने आएगी यह राशि 8750 के रूप में काम करेगी इसलिए यदि आप इस पक्ष को अभी देखते हैं और अब इस पक्ष को देखते हैं तो यह अंतर 8750 है बस हम देखते हैं कि यह परिसंपत्ति के कारण संतुलन है यह राशि 8750 तक देयता से अधिक है इसलिए अब यह पक्ष 316250 के बराबर है यह पक्ष पहले से ही 316250 है इसलिए हम बैलेंस शीट को संतुलित करने में सक्षम हैं और आप कहते हैं कि शेयर पूंजी और डिबेंचर के अलावा अन्य और अचल संपत्ति के अलावा अन्य सभी वस्तुएं कार्यशील पूंजी विवरण से आई हैं आपका कच्चा माल कार्यशील पूंजी विवरण से आया है आपका WIP आया है कार्यशील पूंजी विवरण से आपका तैयार माल कार्यशील पूंजी विवरण से आया है और इसी तरह आपके सॉरी देनदार भी सॉरी देनदार भी कार्यशील पूंजी विवरण से आए हैं आपके विविध लेनदार कार्यशील पूंजी विवरण से आए हैं इसलिए यदि आप कार्यशील पूंजी विवरण तैयार नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार नहीं कर पाएंगे लाभ और हानि खाते से लाभ यहाँ आया है इसलिए हम तैयार नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम मौजूदा परिसंपत्तियों के स्तर को नहीं जान पाएंगे 1 वर्ष की इस अवधि में हम कितनी वर्तमान संपत्ति बनाने जा रहे हैं हमारे पास कितना कच्चा माल होगा हमारे पास कितना WIP होगा कितना तैयार माल हमारे पास होगा हमारे पास कितने विविध ऋणी होंगे हमारे पास मौजूदा संपत्ति का यह स्तर नहीं होगा इसलिए इस मामले में हम इसे कार्यशील पूंजी विवरण से प्राप्त करने में सक्षम हैं और काम करने वाले लेनदारों के पास भी हमारे पास कार्यशील पूंजी विवरण है इसलिए यदि आप यहां इस बैलेंस शीट या शायद पिछली शीट में लाभ और हानि खाते देख रहे हैं तो अधिकांश आइटम कार्यशील पूंजी विवरण से आए हैं बैलेंस शीट में भी अधिकांश आइटम कार्यशील पूंजी विवरण से आए हैं और हम आपको बैलेंस शीट भी बताने में सक्षम हैं हम लाभ और हानि खाते को तैयार करने में सक्षम हैं और हम पहले से ही कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का विवरण तैयार कर चुके हैं इसलिए हम यह पता लगाने में सक्षम हैं कि इस कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कितनी है 153750 है और वाह कितना लाभ कमा रहे हैं वह 27500 लाभ कमा रहे हैं यह कर से पहले का लाभ है और उदाहरण के लिए यदि कर की दर 0 है तो उस स्थिति में पूरा लाभ कर है यदि लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है तो कोई भी कर उस पूरे लाभ पर देय नहीं है यदि इसे बैलेंस शीट में स्थानांतरित किया जाता है तो यह बैलेंस शीट दिखेगा बैलेंस शीट की शेष राशि 316250 होगी यहां भी 316250 और इस बैलेंस शीट का सकारात्मक हिस्सा यह है कि संपत्ति पक्ष 8750 से अधिक है और हमने दोनों पक्षों को समान बनाने के लिए इस शेष राशि को देयता पक्ष पर रखा है इसलिए यह बेहतर बैलेंस शीट है जो बहुत ही स्वस्थ बैलेंस शीट है और फर्म की कुल वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है यहाँ अब मैं केवल 30 सेकंड के लिए इस बिंदु पर चर्चा करूँगा जो कि 75 है यदि आप मेरे द्वारा लिए गए 75000 ऋणों को देखते हैं लेकिन यदि आप कार्यशील पूंजी विवरण को देखते हैं तो हमने इसे 67500 पर लिया है तो इन 2 आंकड़ों में अंतर क्यों है कार्यशील पूंजी विवरण में देखें कि हम किए जाने वाले निवेश की गणना कर रहे हैं हम लाभ को ध्यान में नहीं रख रहे हैं जबकि अंगूठे के नियम या दोनों नियम संभव हैं कुछ लोगों का कहना है कि कार्यशील पूंजी में भी हमें इसकी बिक्री पर गणना करनी चाहिए मूल्य के आधार पर लागत के आधार पर नहीं या कुछ लोग कहते हैं कि यह लागत के आधार पर होना चाहिए क्योंकि हम केवल उस निवेश की गणना करने जा रहे हैं जो हम यहां करने जा रहे हैं हम मुनाफे की बात कहने वाले नहीं हैं तो या तो रास्ता अच्छा है लेकिन आम तौर पर लागत के रूप में निवेश के स्तर पर लेना बेहतर होता है इसलिए हमने लागत पर इसे कार्यशील पूंजी विवरण में लिया है इसलिए विविध ऋणों की लागत 67500 है लेकिन बैलेंस शीट में इसे विक्रय मूल्य पर लेना पड़ता है इसलिए बैलेंस शीट में मैंने विक्रय मूल्य पर लिया है क्योंकि विविध देनदार में बैलेंस शीट को हमेशा लाभ के साथ दिखाया जाता है क्योंकि हम क्रेडिट खरीदारों या खरीदारों से क्रेडिट पर निवेश की वसूली नहीं करने जा रहे हैं हम उस लागत को वसूल करने जा रहे हैं जो उस पर 67500 से अधिक लाभ है तो कुल राशि जो हमें चुकानी है वह केवल निवेश नहीं है हमने लाभ भी कम दिया है तो इसीलिए बैलेंस शीट में हम 75000 के रूप में विविध देनदार लेते हैं लेकिन कार्यशील पूंजी यह हमेशा सलाह दी जाती है कि अपनी निवेश आवश्यकताओं को तथ्यात्मक रूप से बढ़ाने के बजाय इसे लागत पर हमेशा लेना बेहतर होता है इसीलिए मैंने इसे लागत पर लिया है और यहाँ मैंने इसे विक्रय मूल्य पर लिया है और अंत में हम कार्यशील पूंजी विवरण लाभ और हानि खाता भी तैयार कर सकते हैं और बैलेंस शीट भी इस कंपनी जिसे ड्वेल मैक्स लिमिटेड कहा जाता है के लिए और अंत में बैलेंस शीट संतुलित है और हम यहां देख रहे हैं कि बैलेंस शीट संतुलित नहीं है लेकिन संपत्ति अधिक है कि देनदारियां हैं तो यह एक बहुत ही स्वस्थ बैलेंस शीट है जो इस कंपनी की बहुत अच्छी स्वस्थ वित्तीय स्थिति को दर्शाती है इसलिए यह है कि हम अलग अलग कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करते हैं और हमें वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों दोनों का आकलन करना होगा और फिर हमें अंतर दिखाई देगा और यह शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि वह आवश्यकता जो धन के दीर्घकालिक स्रोतों से पूरी होने वाली सहज और अल्पकालिक वित्त से पूरी नहीं होने वाली है इसलिए इस स्तर पर हमने सीखा है कि कंपनी की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं का आकलन कैसे करें बशर्ते कि हमें कुल वित्तीय जानकारी कुल वित्तीय जानकारी के साथ साथ ऑपरेटिंग चक्र की अवधि या ऑपरेटिंग चक्र के विभिन्न चरणों की जानकारी दी जाए इसलिए मैं यहीं रुकूंगा अगली बार या अगली कक्षा में हम अगला विषय शुरू करेंगे